कीवर्ड्स कंप्रेसर दबाव रेगुलेटर् लुब्रिकेशन एकमुलेटर ड्यूटी चक्र नियंत्रण फिल्टर रिजर्वायर तो यहां भी आपके पास सिंगुलर कई चरण हो सकते हैं दूसरा विकल्प जो गैर सकारात्मक विस्थापन है वे आम तौर पर उपयोग किए जाते हैं जहां उच्च प्रवाह मात्रा की आवश्यकता होती है लेकिन कम दबाव पर इसलिए ऐसे मामलों में पंखे का उपयोग किया जाता है और वे केन्द्रापसारक हो सकते हैं या वे अक्षीय हो सकते हैं मुझे खेद है मुझे यह देखने दो कि यहाँ क्या है हाँ इसलिए स्पष्ट रूप से उस तंत्र के अलावा कंप्रेशर्स के लिए अन्य सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए न्यूमेटिक्स प्रणालियों में सेल्फ लुब्रिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है सबसे पहले क्योंकि वे हाइड्रोलिक की तरह लुब्रिकेशन नहीं करते हैं इसलिए आपके पास है यहाँ विशेष लुब्रिकेशन तंत्र है और दूसरा भी क्योंकि हवा में रिसाव की प्रवृत्ति वास्तव में तेल की प्रवृत्ति से बहुत अधिक है क्योंकि हवा में बहुत कम चिपचिपापन होता है और तेल में उच्च चिपचिपाहट होती है इसलिए तेल आसानी से हवा के रूप में बाहर रिसाव नहीं करता है इसलिए इसलिए सभी सील हवा को लीक होने से रोकने के लिए सब कुछ बहुत तंग होता है और इससे बहुत अधिक घर्षण पैदा होता है इसलिए लुब्रिकेशन अधिक आवश्यक है इसी तरह कूलिंग क्योंकि कंप्रेसर वास्तव में बहुत काम कर रहा है इसलिए बहुत अधिक गर्मी का उत्पादन होता है जिसकी ठंडा होने की आवश्यकता होती है और आपको अनलोडिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है आप जानते हैं कि कंप्रेशर्स ऊर्जा अत्यधिक खपत करने वाले होते हैं इसलिए जब भी आपको ज़रूरत नहीं होती है जब आपके पास पर्याप्त कंप्रेसर हवा की आपूर्ति होती है तो ऐसे तंत्र होते हैं जिनके द्वारा ये कंप्रेसर वास्तव में अनलोड होते हैं और अंत में शटडाउन के लिए नियंत्रण तंत्र के साथ साथ ड्यूटी साइकिल नियंत्रण भी होना चाहिए ड्यूटी साइकिल नियंत्रण का मतलब है कि विशेष रूप से स्ट्रोक की लंबाई नियंत्रण और आप कितने समय के लिए करने जा रहे हैं इस तरह आप पिस्टन को संचालित करने जा रहे हैं तो ये सभी नियंत्रण उपकरण वास्तव में कंप्रेसर को संचालित करेंगे इस तरह से कि कम्प्रेस्ड हवा की वर्तमान आवश्यकता को पूरा किया जाएगा मेरा मतलब है कि सबसे अच्छा संभव ऊर्जा दक्षता इसलिए कंप्रेसर को चलाया नहीं जाता है आम तौर पर नहीं चलाया जाता है जब कम्प्रेस्ड हवा की आपूर्ति की इतनी आवश्यकता नहीं है इसलिए कंप्रेसर इसलिए उदाहरण के लिए यह एक विशिष्ट कंप्रेसर है जहाँ आप जानते हैं कि यह हम इस तस्वीर पर देख सकते हैं कि यह एक आईसी इंजन चालित कंप्रेसर है और यह कम्प्रेस्ड वायु आपूर्ति है ताकि संचयकर्ता को ऐसा लगे कि यह पोर्टेबल है यह सिर्फ एक तस्वीर है आप जानते हैं जिसे नेट से डाउनलोड किया गया है इसलिए कंप्रेशर्स विभिन्न आकार या क्षमता के उपलब्ध हैं आप जानते हैं और इसलिए 150 PSI 150 PSI तक कम दबाव कम दबाव होगा 150 1000 मध्यम और 1000 PSI से अधिक उच्च दबाव होगा कंप्रेसर की क्षमता इसलिए एक दबाव रेटिंग होती है जो तय की जाती है और फिर इसलिए यहां कम्प्रेस्ड वास्तव में उस रेटिंग पर आपूर्ति की जाती है और फिर कंप्रेसर की क्षमता मूल रूप से हवा की मात्रा से तय होती है कि यह मिनटों में दबाव वितरित कर सकता है इसलिए यह अक्सर इंजीनियरिंग में होता है इसे अक्सर CFM के रूप में वर्णित किया जाता है जिसे CFM कहा जाता है क्यूबिक फीट प्रति मिनट इसलिए प्रति मिनट कितने क्यूबिक फीट हवा कंप्रेसर आपूर्ति कर सकता है ताकि आम तौर यह इसकी क्षमता इंगित करता है अब हमारे पास न्यूमेटिक्स रिजर्वायर है जैसा कि हमने कहा कि यह एक विशिष्ट चित्र है यह सिर्फ एक कंटेनर है जिसमें एक इनलेट और एक आउटलेट है और दबाव में हवा को रखता है और क्षमता मूल रूप से आप न्यूमेटिक्स ऊर्जा को जानते हैं इसलिए वायु दबाव की उपस्थिति वह न्यूमेटिक्स ऊर्जा है जिसका उपयोग करने के लिए किया जाता है और जो ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है वह मूल रूप से दो मात्राओं से तय होती है यानी किस दबाव में कितनी हवा संग्रहित होती है और दबाव क्या होता है तो वे आम तौर पर एक गुणात्मक संबंध हैं क्योंकि मेरा मतलब है कि मात्रा और दबाव दोनों होंगे यदि आपके पास उच्च मात्रा और उच्च दबाव है तो आप उच्च ऊर्जा रखने वाले हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि हवा की मात्रा के तेजी से वितरण के लिए दबाव वाली हवा की ओर है और यह एक कपैसिटर की तरह है कुछ हद तक अगर आप एक विद्युत सादृश्य की सराहना करते हैं तो आपूर्ति के लिए अचानक बड़ी धाराओं की आपूर्ति करने पर बिना वोल्टेज गिराए हम सभी हम हमेशा एक बड़े कपैसिटर को एक बिजली की आपूर्ति के माध्यम से कनेक्ट करें क्योंकि कपैसिटर बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है और इसलिए मेरा मतलब है कि जब तक इसके पास विद्युत आपूर्ति का चार्ज है इसलिए आमतौर पर कपैसिटर को सर्किट आउटपुट में चार्ज किया जाता है इसलिए धारा जो बड़े ट्रांसिएंट्स की मांग करता है टर्मिनल वोल्टेज को गिराए बिना पूरा किया जा सकता है इसलिए इस अर्थ में वे अकुमुलेटर वास्तव में कपैसिटर हैं अब अकुमुलेटर में दबाव मैं कहता हूं क्योंकि अकुमुलेटर में दबाव को नियंत्रित करना होगा क्योंकि हम जैसे कि अगर हवा किसी भी समय अकुमुलेटर से वास्तव में खींची जाती है तो अकुमुलेटर में दबाव गिर जाएगा और फिर हम आप जानते हैं कि हमें इसे बनाने की जरूरत है दबाव के उस नुकसान को पूरा करें और फिर से दबाव मानक पर वापस बनाएं और यह आमतौर पर हिस्टैरिसीस के साथ रिले का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है और फिर 6 पर वाल्व और सिलेंडर को वितरित करने के लिए दबाव रेगुलेटर्के साथ उपयोग करें लगभग 60 psig जानते हैं एक बहुत ही विशिष्ट आंकड़ा है तो नियंत्रण कुछ इस तरह से है यह ठीक वैसे ही जैसे आप जानते हैं कि आप बस स्तर नियंत्रण की तरह हैं बहुत सरल बहुत सरल जो कहते हैं कि रेगुलेटर् वास्तव में 120 psi पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है तो इस अर्थ में एक हिस्टैरिसीस है मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है वैसे भी बस एक पल यह ठीक काम कर रहा है आप देखें हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि यदि आपके पास एक दबाव सेटिंग है हम 100 से 120 psi मान लेते हैं अब जब आप लोड ड्रा कर रहे हैं तो ये दबाव गिरना शुरू हो जाएगा और फिर 115 psi आप फिर से कंप्रेसर को चालू करते हैं जिससे दबाव बढ़ता रहता है और बन जाता है इसलिए दबाव होगा इसलिए आप वास्तव में इसे बनाते हैं आप इस समय कंप्रेसर को ऑन करते हैं और फिर दबाव बनता है अब जब दबाव बनता है तो आप इस रेखा के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कंप्रेसर अब चालू है और फिर आप वास्तव में हालांकि आप इसे 120 p पर रखना चाहते हैं 120 psi नाममात्र वोल्टेज है जहां आप इसे रखना चाहते हैं लेकिन आप वास्तव में इसे एक निश्चित बिंदु तक जाने देते हैं आइए हम 125 psi तक कहते हैं और फिर से जब यह 125 psi तक पहुंचता है तो आप वास्तव में इसे रोकते हैं इसलिए आप यहां आते हैं ठीक है और फिर जैसे ही भार हवा खींचेगा इसलिए दबाव गिर जाएगा इसलिए आप वास्तव में इसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं जिसे हिस्टैरिसीस आयत कहा जाता है इसलिए अब ठीक है लेकिन वहाँ हैं तो यह 1 है आप जानते हैं यह तरीका है रिजर्वायर या अकुमुलेटर को नियंत्रित करने का लेकिन कई अन्य हैं कुछ अन्य उपकरणों की आवश्यकता है जैसे उदाहरण के लिए आपको दबाव रेगुलेटर्स की आवश्यकता होती है अब आपको दबाव रेगुलेटर् की आवश्यकता क्यों है बहुत आसान है आप आमतौर पर न्यूमेटिक्स में देखते हैं कि आपके पास एक दबाव स्रोत है ठीक है तो मान लीजिए कि यह कंप्रेस्ड वायु स्रोत कंप्रेस्ड वायु स्रोत है इसलिए जैसा कि हमने अभी देखा है कि सबसे पहले और वहां से आम तौर पर आमतौर पर और एक प्रकार का युगल या बस रन जो कई उपकरणों को हवा की आपूर्ति प्रदान करता है सही और सबसे पहले यह सभी उपकरण एक ही दबाव में एक साथ काम नहीं कर रहे होंगे इसलिए उनमें से कुछ 50 psi पर काम कर रहे हैं हम कह सकते हैं कुछ 120 psi पर काम कर रहे होंगे जो भी हो लेकिन तथ्य यह है कि याद रखें कि हमने कहा कि न्यूमेटिक्स प्रणाली क्यों सस्ती है यह सस्ता है क्योंकि आप एक कंप्रेसर का उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए कंप्रेसर की लागत विभाजित होने वाली है विभाजित होने जा रही है इसलिए सिर्फ इसलिए कि इन आवश्यकताओं की आवश्यकता है ये विभिन्न दबाव की मांग करने जा रहे हैं तो हम तीन अलग अलग कंप्रेशर्स को जोड़ने जा रहे हैं जो व्यक्तिगत रूप से इस उपकरण की आपूर्ति करेंगे इसलिए हमें यहां एक उपकरण की आवश्यकता है हमें यहां एक उपकरण की आवश्यकता है जो इसमें ले जाएगा यह शायद आपको 300 psi के बारे में पता है जो इसमें ले जाएगा 300 psi दबाव और इसे 50 या 120 में बदल देगा इसलिए हम डालने जा रहे हैं वास्तव में हम इन सभी उपकरणों के लिए अलग अलग दबाव रेगुलेटर् रखने जा रहे हैं और एक ही कंप्रेसर है इसलिए सबसे पहले यह सस्ता होने वाला है दूसरी बात यह है कि जैसा कि हमने देखा है अभी जब हमने रिजर्वायर के हिस्टैरिसीस नियंत्रणों को देखा कि यह दबाव स्रोत में उतार चढ़ाव होने वाला है लेकिन वह लेकिन हमारे सटीक ऑपरेशन सटीक ऑपरेशन के लिए यह अच्छा नहीं है कि इस उपकरण की दबाव आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो इसलिए यदि हम यहां एक दबाव रेगुलेटर् डालते हैं तो दबाव रेगुलेटर् सबसे पहले एक उच्च दबाव स्तर से कम दबाव के स्तर में परिवर्तित होने वाला है और दूसरी बात यह है कि अगर यहां दबाव है तो भी मान लीजिए कि यह 300 psi बस है इसलिए यहां तक कि दबाव 300 psi प्लस माइनस में बदलता है तो हम कहते हैं कि प्लस माइनस 50 psi दबाव यहाँ है भले ही यह ऊपर और नीचे चला जाए यहाँ दबाव रेगुलेटर् द्वारा विनियमित किया जा रहा है बिल्कुल 60 psi के करीब तो दबाव रेगुलेटर् वास्तव में इन दो कार्यों को करता है यह पहले दबाव के स्तर को परिवर्तित करता है और दूसरा यह दबाव को स्थिर रखता है दूसरा जैसा कि मैंने कहा कि हमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता है इसलिए लुब्रिकेशन की आवश्यकता है क्योंकि मैंने कहा था कि सेल्फ लुब्रिकेशन की निराशा दूसरी वजह सील्स की जकड़न आप घर्षण को बढ़ाते हैं इसलिए लुब्रिकेशन स्पष्ट लुब्रिकेशन आवश्यक है और हमें एयर फिल्टरिंग की भी बहुत आवश्यकता है क्योंकि हम वातावरण से हवा चूस रहे हैं जिसमें कई कई पार्टिकुलेट मामले हैं और जो उपकरण के अंदर बंद हो रहे हैं और उसके बाद रखरखाव की समस्याओं का कारण बनता है आप जानते हैं कि सीलिंग बढ़े हुए घर्षण आदि के मामले में इसलिए हमें इनकी देखभाल करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता है इसलिए एक रेगुलेटर् का उपयोग दबाव को एक स्तर तक छोड़ने के लिए किया जाता है जो एक मशीन के लिए उपयुक्त है और यह मशीन तक पहुंचने के लिए वायु वितरण डक पर दबाव में उतार चढ़ाव को रोकता है और आमतौर पर रेगुलेटर् सेटिंग्स के लिए सेटिंग्स समायोजित कर सकता है और यह इस अर्थ में आत्मनिर्भर है कि यदि दबाव मेरा मतलब है कि अगर बहुत अधिक इनलेट दबाव है तो यह आम तौर पर उस दबाव से छुटकारा दिलाता है तो यह केवल एक दबाव रेगुलेटर् की एक विशिष्ट तस्वीर है और इसलिए आपके पास यह उच्च दबाव इनलेट है आपके पास कम दबाव या नियंत्रित दबाव आउटलेट है इसलिए यह सिस्टम या उपकरण पर जा रहा है जहां दबाव की आवश्यकता होती है यह आम तौर पर रिजर्वायर से आ रहा है इसलिए अब इस दबाव समायोजन घुंडी द्वारा दबाव सेटिंग को समायोजित किया जा सकता है और अक्सर एक दबाव नापने का यंत्र होता है ताकि आप देख सकें इनलेट दबाव भिन्नता तो फिर फिल्टर को कनेक्ट किया जा सकता है आम तौर पर कंप्रेसर प्रवेश से जुड़ा होता है और विभिन्न प्रकार संभव होते हैं पेपर एलिमेंट टाइप लोकप्रिय है और कभी कभी आप अतिरिक्त फ़िल्टरिंग करते हैं जो आपको उपकरण से ठीक पहले चाहिए आप जानते हैं कि आगे ये सुनिश्चित हैं आपको लगता है कि आपके घटक सुरक्षित हैं और इसलिए यह बड़े कणों को हटाता है और यह नमी को भी निकालता है क्योंकि विशेष रूप से पदार्थ और नमी को आप जानते हैं कि एक बहुत ही चिपचिपा मिश्रण बनाता है जिससे सभी प्रकार की समस्याएं बढ़ जाती हैं जैसे कि घर्षण चिपटना इस प्रकार यह शब्द स्ट्रिक्शन वास्तव में उससे आता है इसलिए स्थैतिक घर्षण में काफी वृद्धि हो सकती है जब तक कि नमी और इस विशेष पदार्थ को हटाया नहीं जाता है तो हमारे पास स्पष्ट लुब्रिकेटर्स हैं क्योंकि हवा में थोड़ा लुब्रिकेशन और कम चिपचिपापन है और इसलिए लुब्रिकेशन को आम तौर पर हवा के प्रवाह के लिए ठीक तेल छिड़कने से प्राप्त किया जाता है इसलिए आपको सिस्टम को लुब्रिकेट करने के लिए वितरित सिस्टम में जानना बहुत मुश्किल है इसलिए हाइड्रॉलिक्स की तरह ही तेल स्वयं चिकनाई है इसलिए यह पूरे सिस्टम में यात्रा करता है यह वास्तव में पूरे सिस्टम को लुब्रिकेट करता है इस मामले में हवा खुद ही चिकनाई नहीं है लेकिन फिर भी यह पूरे सिस्टम में यात्रा कर रहा है इसलिए यह सरल है इसलिए चिकनाई का वितरण आसानी से हवा का उपयोग करके किया जा सकता है इसलिए तेल लुब्रिकेशन तेल वास्तव में एक प्रकार के परमाणु रूप में होता है जो वायु प्रवाह में फैलता है और फिर वायु प्रवाह इसे विभिन्न बिंदुओं पर ले जाता है और जहां यह लुब्रिकेटिंग प्रदान करता है इसलिए यदि आपके पास छोटी बूंदें हैं तो आपके पास अधिक लुब्रिकेशन है कभी कभी आपके पास परमाणुकरण हो सकता है लेकिन यह तेल याद रखें कि जिस पल आप इस तेल की मिस्ट को डालने जा रहे हैं आप इसे सीधे जारी नहीं कर सकते हैं आप इसे जारी कर सकते हैं आपको उस हवा को वापस करने की ज़रूरत नहीं है जो ठीक है लेकिन एक ही समय में आप तेल की मिस्ट के कारण वायु को वायुमंडल में वैसे ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसलिए कभी कभी आप वास्तव में वातावरण में छोड़ने से पहले यह होना चाहिए इस तेल को फ़िल्टर किया जाना चाहिए क्योंकि यह फ़िल्टरिंग रेगुलेशन और लुब्रिकेशन बहुत ही सामान्य आवश्यकताएं हैं इसलिए हम जानते हैं कि हमारे पास कॉम्बो इकाइयां हैं जहां यह फ़िल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर को एक साथ डिज़ाइन किया गया है इसलिए फ़िल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर इकाई आमतौर पर यह एक प्रतीक है तो आपके पास रेगुलेटर् लुब्रिकेटर्स और वास्तव में फ़िल्टर हैं इसलिए आमतौर पर इन उपकरणों के कुछ विशिष्ट चित्र फिर हम दिशा नियंत्रण वाल्वों पर आते हैं ठीक है ये दिशा नियंत्रण वाल्वों के समान हैं जो हमने हाइड्रोलिक्स में अध्ययन किए हैं और यह समय समय पर एयरफ्लो की दिशा को नियंत्रित करता है और बदलता है विभिन्न कार्यात्मक प्रकार हैं जैसा कि हम जानते हैं कि यह दो तरह से हो सकता है यह तीन तरह से हो सकता है यह चार तरह से हो सकता है यहां तक कि यह पांच तरह से हो सकता है फिर विभिन्न स्थान हैं इसलिए यह दो स्थिति हो सकता है या तीन स्थिति वाल्व हो सकता है तो मेरा मतलब है कि उनकी कार्यक्षमता के आधार पर और उनके निर्माण के आधार पर इन दिशा नियंत्रण वाल्वों की विभिन्न श्रेणियां हैं उदाहरण के लिए यह एक विशिष्ट तीन तरफा वाल्व है जो मैन्युअल रूप से इस नॉब का उपयोग करके संचालित होता है और इसके तीन ऑपरेशनल मोड हैं इसलिए बंद वेंट और चालू इसलिए इसे बंद किया जा सकता है जिस स्थिति में हवा नहीं बहती है अगर यह चालू है तो हवा इनलेट से आउटलेट तक जाएगी और अगर यह वेंट मोड में है तो इनलेट और आउटलेट वायुमंडल से जुड़ा होगा कुछ बहुत ही विशिष्ट वाल्व केस स्टडीज को देखते हुए इसलिए यह बहुत ही मानक है यह एक डबल एक्टिंग सिलेंडर है और इसलिए डबल एक्टिंग का मतलब है कि हमें इसे इस तरह से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है साथ ही इस तरह से इसलिए हमने इसे कनेक्ट किया है और यह एक दो पोर्ट वाल्व है यह एक तीन पोर्ट वाल्व है एक तीन तरफा वाल्व 2 स्थिति है इसलिए यह इसे या तो इस से कनेक्ट कर सकता है या इसमें कनेक्ट हो सकता है यह स्थिति इसे इस से कनेक्ट करेगी यह पक्ष कनेक्ट हो जाएगा फिर से कनेक्ट किया जा सकता है इसलिए वे वास्तव में स्वतंत्र हैं इसलिए इन वाल्वों की स्थिति के आधार पर अगर वहाँ दिखाया गया है तो इस पक्ष पर दबाव डाला जाता है और इस पक्ष पर भी दबाव डाला जाता है तो वाल्व बंद है ठीक है दूसरी तरफ यदि आप इस स्थिति को इस छोर से जोड़ते हैं और यह अंत यदि आप इस स्थिति से जुड़ते हैं तो क्या होता है तो पिस्टन सही चलना शुरू कर देगा क्योंकि यह कक्ष यहां से जुड़ा हुआ होगा लेकिन यह कक्ष उच्च दबाव से जुड़ा होगा इसलिए पिस्टन चलना शुरू कर देगा और फिर इसके विपरीत होगा यदि आप इसे इस स्थिति में दूसरे तरीके से जोड़ते हैं और इस स्थिति में दूसरे तरीके से चलना शुरू कर देते हैं यदि आप उन दोनों को रखें इसलिए चार संयोजन हैं और यदि आप दोनों को इस स्थिति में रखते हैं तो इस स्थिति में वास्तव में सिलेंडर फ्लोट होता है तो यह स्थानांतरित कर सकता है यह स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि दोनों छोर वेंट से जुड़े हुए हैं इसलिए हां इसलिए A से AB से P पिस्टन को लॉक करता है और AB से E लॉक का मतलब है कि पिस्टन फ्लोट किया गया है इसी तरह यह एक ऐसा मामला है जहां यह दो स्थिति में है पांच पोर्ट चार तरफा वाल्व इसलिए पांच पोर्ट क्योंकि एक दो तीन चार पांच पांच पोर्ट और दो स्थान क्योंकि यह एक स्थिति है और यह दूसरी स्थिति ठीक है तो क्या होता है कि कभी कभी आप इन पिस्टन को जानते हैं जब वे लोड को आगे बढ़ा रहे हैं तो उन्हें उच्च दबाव ऑपरेशन की आवश्यकता होगी क्योंकि बहुत अधिक बल का निर्माण किया जाना है और जब वे वापस आ रहे हैं तो एक कम दबाव ऑपरेशन है तो क्या होता है यह देखें कि कम दबाव स्रोत वास्तव में इस बिंदु से जुड़ा हुआ है यह सील है इसलिए यह गति वास्तव में होने वाली है और यह समाप्त होने जा रहा है इसलिए यह वापसी की स्थिति है दूसरी तरफ इस तरह से आगे बढ़ रहा है इसलिए यह रॉड है इसलिए लोड रॉड से जुड़ा होने वाला है इसलिए जब यह लोड को आगे बढ़ा रहा है उस समय यदि यह उच्च दबाव की स्थिति है तो HP आगे की स्थिति तो उस स्थिति में आप वास्तव में अपने उच्च दबाव स्रोत का उपयोग करके इसे चला सकते हैं और इसलिए यह संभवतः कुछ ऊर्जा बचाएगा इसी तरह यह एक और एप्लिकेशन है उदाहरण के लिए देखें यह एक तीन तरफा वाल्व अनुप्रयोग है जहां यदि आप इसे इस स्थिति से जोड़ते हैं तो वाल्व इस तरह से आगे बढ़ेगा ये स्प्रिंग्स हैं इसलिए वाल्व स्प्रिंग लोडेड है और इसलिए वापसी के लिए आपको किसी दबाव की आवश्यकता नहीं है और आप बस वाल्व को शिफ्ट करते हैं इसलिए यह इस पोर्ट से जुड़ जाएगा जो निकास है और फिर स्प्रिंग्स क्रिया के बाद से इस तरफ से जब यह निकास से जुड़ता है तो इस पक्ष पर दबाव कम होता है इसलिए स्प्रिंग्स क्रिया द्वारा वाल्व वापस आ सकती है तो आपको केवल वाल्व को स्थानांतरित करने के लिए एक न्यूमेटिक्स दबाव लागू करने की आवश्यकता है बाईं ओर स्थानांतरण वास्तव में इस स्प्रिंग से हासिल किया जाता है इसी तरह अगर आप इसे इस स्थिति से जोड़ते हैं तो क्या होता है दबाव यहां से जुड़ा हुआ है और फिर जब यह वाल्व इस स्थिति में है आप देखते हैं इसलिए इसे सील कर दिया जाता है जबकि उच्च दबाव जाएगा और कम दबाव वापस आ जाएगा इसलिए सिलेंडर इस तरह से आगे बढ़ेगा यदि आप अब इस वाल्व को स्थानांतरित करते हैं तो क्या हुआ क्या होने जा रहा है उच्च दबाव इस तरफ से जाएगा तो उच्च दाब इस तरफ से जाएगा इसलिए इसे यहाँ लागू किया जाएगा इसे यहाँ लागू किया जाएगा और यह दूसरी तरफ लगाया जाएगा यहाँ लगाया जाएगा इसलिए यह ऐसा होगा कि यह समाप्त हो जाएगा यह भी समाप्त हो जाएगा और यह वेंट है इसलिए यह इस तरीके से आगे बढ़ेगा दूसरी तरफ यदि यह वाल्व इस स्थिति में स्थानांतरित हो जाता है तो क्या होता है कि सिलेंडर के दोनों किनारों उदाहरण के लिए तो यह साइड सिलेंडर स्वतंत्र है उदाहरण के लिए यदि वाल्व दिखाया गया स्थिति में है तो यह सील है ठीक है इसलिए इस कक्ष को सील कर दिया गया है जबकि यह कक्ष खुला है इसलिए ऐसा होता है कि अब यदि आप सिलेंडर को धक्का देना चाहते हैं तो हवा संकुचित हो जाएगी और कुछ बल पैदा होगा इसलिए इसे स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है इसलिए आप इसे जानते हैं उस तरह से बंद हो जाता है इसलिए आपके पास विभिन्न प्रकार के सर्किट हो सकते हैं और हम उनमें से कुछ को बाद में देखेंगे हमारे अगले व्याख्यान में यह दिशात्मक वाल्व कभी कभी उन्हें होना चाहिए उन्हें स्थानांतरित करना होगा आप जानते हैं हम दिशात्मक वाल्व को इस स्थिति से उस स्थिति में ले जाने के बारे में बात कर रहे थे इसलिए हम कैसे आगे बढ़ते हैं जैसे कि हाइड्रोलिक्स में वहाँ कई तरीके हैं जिससे आप मैनुअल कर सकते हैं जहाँ आप एक पुश बटन ले सकते हैं आप पास एक हाथ लीवर हो सकता है आपके पास एक फुट पेडल हो सकता है जो आपके पास है या कभी कभी बहुत बड़े वाल्वों के लिए जो हम कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह आपके पास एक पायलट वाल्व है तो आप जानते हैं कि यह एक बड़ा वाल्व है इसलिए उस स्थिति को स्थानांतरित करने में सक्षम होने के लिए आप देखते हैं कि न्यूमेटिक्स पायलटों का उपयोग किया जाता है इसलिए यह एक न्यूमेटिक्स पायलट है जो इस मुख्य वाल्व को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है ठीक है यह हो सकता है यह एक बड़ा हाइड्रोलिक वाल्व भी हो सकता है और यह खोखला त्रिभुज न्यूमेटिक्स को इंगित करता है तो आपके पास हाइड्रोलिक पायलट हो सकते हैं आपके पास एयर पायलट हो सकते हैं इसलिए यहां तक कि एक बड़े न्यूमेटिक्स वाल्व को एक छोटे एयर पायलट द्वारा संचालित किया जा सकता है और या तो सोलनॉइड्स होंगे और कभी कभी जैसा कि हमने देखा है कि वे हो सकते हैं स्प्रिंग लोडेड ऐसा है कि विशेष रूप से रिटर्न स्ट्रोक जैसे कि एक एक्टुएशन बल की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए ये एक दिशात्मक वाल्व को सक्रिय करने के विभिन्न तरीके हैं

तो कुछ प्रकार के अनुप्रयोग हैं जहां हाइड्रोलिक सिस्टम की तुलना में न्यूमेटिक्स सिस्टम काफी अच्छी तरह से अनुकूल हैं इसलिए यह सिर्फ एक सवाल है इसलिए यह विशेष प्रकार के एप्लिकेशन का सवाल है जहां ये सिस्टम अधिक लाभकारी हैं हमने मुख्य प्रणाली घटकों को भी देखा है इस अर्थ में कि आपने कंप्रेशर्स के बारे में बात करते हुए संचयकों नियामकों और कुछ प्रकार के दिशा नियंत्रण वाल्वों के साथ साथ सिलेंडर के बारे में बात की है अब अन्य विभिन्न प्रकार के तत्व हो सकते हैं जिनके बारे में हम उस बारे में बात करेंगे अगले पाठ में इसलिए हमने मुख्य प्रकार के सिस्टम कंपोनेंट कंप्रेशर्स को देखा है हमने मुख्य रूप से कंप्रेशर्स को देखा है जिनका उपयोग एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर्स की तरह किया जाता है हमने देखा है कि वे कैसे काम करते हैं और हमने विभिन्न प्रकार के कुछ न्यूमेटिक्स नियंत्रण वाल्वों पर ध्यान दिया है और हमने सहायक उपकरण जैसे कि लुब्रिकेटर्स और फिल्टर के बारे में भी बात की है तो अंत तक आने से पहले आइए हम कुछ आसान अपेक्षाकृत सरल प्रश्नों पर नज़र डालें इलेक्ट्रिक सिस्टम पर न्यूमैटिक्स के मुख्य लाभ क्या हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम पर न्यूमैटिक्स के कुछ मुख्य लाभ और आप कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए एक बात हो सकती है हो सकता है कि आप कुछ अनुप्रयोगों को नाम दें जहां एक हाइड्रोलिक सिस्टम पसंद किया जाता है क्या आप कुछ एप्लिकेशन का नाम दे सकते हैं कि क्या हम एक न्यूमैटिक्स प्रणाली पसंद करते हैं और एक न्यूमैटिक्स प्रणाली के प्रमुख घटकों की पहचान करते हैं इसलिए हमने जिन प्रमुख घटकों पर चर्चा की है उनमें दो प्रमुख प्रकार के कम्प्रेसर हैं इसलिए दो प्रमुख प्रकार के कंप्रेशर्स हो सकते हैं आप जानते हैं कि पारस्परिक रूप से रोटरी वाल्व प्रकार हो सकते हैं फैन प्रकार के गैर सकारात्मक विस्थापन हो सकता है फिर तीन अलग अलग प्रकार के दिशात्मक वाल्व भी हो सकते हैं इसलिए हमने इन्हें देखा है और उनके प्रतीकों को आरेखित किया है इसलिए यह बिल्कुल हाइड्रोलिक्स के समान हैं इसलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद